Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture - 45 लेक्चर 45 Resonance and Maximum Power Transfer Theorem Contd रेजोनेंस और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगला यह है कि पैरलेल रेजोनेंस दो ब्रांच सर्किट है Refer Slide Time 0021 हमने एक सरल दो ब्रांच सर्किट लिया है तो यह RL है RL जो एक इंडक्टिव ब्रांच है और यह एक कैपेसिटिव ब्रांच है तो यह RLω L ω है और यह RC XC है तो यह सर्किट में हमें पैरलेल रेजोनेंस को देखना है तो Y एडमिटन्स है तो Y Y एडमिटन्स YL YC Refer Slide Time 0041 तो YL इस इंडक्टिव सर्किट का एडमिटन्स है तो यह 1 RL jXL है और यह 1 RC jXC है तो अब यह वाला न्यूमेरटर और डिनोमिनेटर यह वाला गुणा RL यह टर्म हम गुणा RL jXL इसका मतलब है यह वाला RL jXL डिवाइडेड RL XL RL में होगा jXL जो कि RL 2 j 2 XL 2 है तो j 2 1 है तो यह RL 2 XL 2 होगा तो अलग से यह RL RL XL 2 होगा और यह वाला जिसे हम कहते हैं वह यहाँ मेरा होगा इसे कॉमन लिया गया है तो यहाँ यह है XL RL 2 XL 2 इमेजिनरी साइड तो यह वास्तव में यह दो रियल पार्ट हैं तो RL RL 2 XL 2 रियल पार्ट है XL RL XL2 इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ यह XL RL XL 2 है इसी तरह RC j XC न्यूमेरटर और डिनोमिनेटर के लिए गुणा RC j XC तो रियल पार्ट यहाँ है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ है इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं Refer Slide Time 0209 तो इसका मतलब है इसका मतलब है सर्किट रेजोनेंस पर है जब काम्प्लेक्स एडमिटन्स एक रियल नंबर है इसका मतलब है यह वाला इमेजिनरी पार्ट है जिसे हम 0 पर सेट करते हैं यह वाला हैं जिसे हम 0 पर सेट करते हैं ऐसा करने पर यह XC RC 2 XC 2 XL RL 2 XL 2 बन जाएगा यह वास्तव में ω पर यह ω पर ω ω0 पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है यही कारण है कि जहाँ भी हम इसे बनाते हैं XL L ω जो कि L ω0 और XC 1 C है जो कि 1 ω0 c है तो यह वाला यहाँ रख दिया है जो कि XL L ω0 और XC 1 ωC जो कि ω0 C है और बस सिंपलीफाई मुझे इसे स्पष्ट करने दें Refer Slide Time 0303 तो इस तरह से अगर यह सिंपलीफाई है जो कि सब क्रॉस है तो इस क्रॉस को कई गुना बढ़ाएं और फिर इसे लगाएं तो समीकरण में यह पांच क्वान्टिटीज़ में से प्रत्येक को वेरिएबल के रूप में बनाया जा सकता है ताकि रेजोनेंस प्राप्त करने के लिए पाँच वेरिएबल हों वहां पाँच वेरिएबल हैं वहां पाँच वेरिएबल हैं जिसमे से एक ω0 हैं फिर C फिर RL फिर RC फिर L तो पाँच वेरिएबल हैं तो इस मामले में समीकरण 2 में पांच क्वान्टिटीज़ में से प्रत्येक है तो यह समीकरण 2 है यह समीकरण 2 है रेजोनेंस प्राप्त करने के लिए इनको वेरिएबल बनाया जा सकता है अब समीकरण 1 को हल करना इसका मतलब है कि इसके बजाय मैं समीकरण 1 या समीकरण 2 कहूंगा बजाय इसके कि मैं समीकरण 2 कहूंगा समीकरण 1 से हमें समीकरण 2 मिला इसलिए ω0 1√ मिलेगा मेरा मतलब है कि इस समीकरण से क्या कहना है इस समीकरण 2 से ω0 को खोजना Refer Slide Time 0351 थोड़ा गणितीय जिम्नास्टिक करें और फिर उसी से इसे सिम्प्लीफाई करें और फिर ω0 1√LC करें और फिर √ RL 2 L C RC 2 L C करें इस प्रकार इस समीकरण 2 की यह एक्सप्रेशन मिलेगी जो मैं सुझाव देता हूं कि कृपया इसे करें मैंने अंतिम एक्सप्रेशन दी है ताकि 1√LC √ RL 2 LC उसके बाद डिवाइडेड RC 2 LC मिलता है अब सर्किट सीरीज सर्किट के लिए लूप होगा कि ω0 यह सब सीरीज सर्किट ω0 केवल 1 √ LC था लेकिन पैरलेल सर्किट इसलिए सीरीज RLC सर्किट के लिए हमने पैरलेल सर्किट के लिए 1√ hLC देखा है एक फैक्टर का गुणा किया जाता है और वह फैक्टर यह है Refer Slide Time 0449 तो अब रेजोनेंस रेजोनेंस कब होगा उसकी एक कंडीशन यह है कि RL क्योंकि 2 √टर्म √ के तहत हैं इस टर्म को पॉज़ीटिव होना चाहिए तो एक कंडीशन RL RC यह 0 होना है क्षमा करें RL 2 L C यह 0 होना है एक और बात यह है कि RC 2 L C भी 0 यह रेजोनेंस के लिए एक कंडीशन है Refer Slide Time 0517 तो हम कुछ वैल्यू प्राप्त करेंगे क्योंकि यह पॉजिटिव होना चाहिए यह पॉजिटिव होना चाहिए है या नेगेटिव होना चाहिए है यह वाला नेगेटिव होना चाहिए जैसे कि RL 2 L C 0 और RC 2 L C 0 यदि दोनों नेगेटिव हैं तो यह पॉजिटिव होगा फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू मिलेगी Refer Slide Time 0539 लेकिन अगर मैं इसे स्पष्ट कर दूं लेकिन अगर ऐसा होता है तो RL 2 RC 2 L C यदि यह कंडीशन होती है तो यह प्रत्येक फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट होगी Refer Slide Time 0555 तो अब मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो यह R है इसका मतलब है कि दो ब्रांच पैरलेल सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω0 है यह एक कंडीशन है यह कहा जाता है कि इस फैक्टर को गुणा किया गया है जब सीरीज RLC सर्किट 1√LC है लेकिन इस फैक्टर के साथ यह गुणा किया गया है जो कि मेने बताया है कि ये गुणा है Refer Slide Time 0613 तो अब रेसोनेन्ट कंडीशन के लिए मैंने बताया कि RL 2 L C 0 और RC 2 L C 0 दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए इसका मतलब है RL 2 LC और RC 2 क्षमा करें L C और RC 2 L C Refer Slide Time 0627 या RL 2 L C 0 यानी RL 2 L C इसी तरह RC 2 L C 0 अर्थात RC 2 L C है तो इस तरह से रेजोनेंस होगी लेकिन जब RL 2 मेरा मतलब है RC 2 L C सर्किट सभी फ्रीक्वेंसीज़ पर रेसोनेन्ट होता है जो मैंने भी बताया क्योंकि वह फैक्टर गायब हो जाएगा तो अब सवाल यह है कि अगर समीकरण 1 को हल करें RLके लिए तो इस तरह से कुछ प्राप्त होगा मेरा मतलब है कि अगर यह समीकरण 1 है तो यह समीकरण 1 से समीकरण 1 से बहुत दिलचस्प है Refer Slide Time 0711 तो इसे हम ZC 2 RC 2 XC 2 कहते हैं यह मेरा ZC 2 और ZL 2 R 2 XL 2 है Refer Slide Time 0737 तो अब मैं इसे स्पष्ट करता हूं इसलिए इस समीकरण 1 से इस समीकरण 1 से हम यह वाला देखेंगे कि RL के लिए हल करने पर इसका हल मिल जाएगा मैंने इसके लिए किया है लेकिन यह हल करेगा L 1 2 में C 12 C ब्रैकेट जो ZC 2 √ ZC कि पावर 4 4 RL 2 XC 2 यह समीकरण 3 है जहां ZC 2 यह 2 है यह 2 है यह 2 ZC 2 RC 2 XC 2 है इसलिए ZC 4 RC 2 XC 2 व्होल 2 इसलिए समीकरण 1 से कृपया इसे हल करें कृपया इसे L के लिए हल करें तो मैं यह स्पष्ट कर दूं Refer Slide Time 0817 तो इस मामले में क्या हो रहा है कि इस समीकरण 3 से जो कि रेजोनेंस के लिए है इसे ZC 4 ZC टू दा पावर 4 4 RL 2 XC 2 होना चाहिए इसके लिए इसे 0 करना होगा क्योंकि यह 2 √ है इसलिए इसे पॉजिटिव होना चाहिए तो उस मामले में L की दो वैल्यू प्राप्त होंगी L की दो वैल्यू जिसके लिए हम सर्किट को रेजोनेंस कहेंगे होगा तो यह एक और बात है कि मैं यहाँ एक और बात स्पष्ट कर दूं कि अगर ZC टू दा पावर 4 4 RL 2 XC 2 को इन टर्म के साथ अगर यह 0 होगा तो हमारे पास केवल एक ही वैल्यू l होगी लेकिन अगर ZC टू दा पावर 4 अगर यह टर्म नेगेटिव बन जाता है तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं इसका मतलब है कि मैंने जो कुछ भी बताया कि ZC टू दा पावर 4 4 RL 2 XC2 में होना चाहिए जिस के लिए आवश्यक √ यह २ √ टर्म के तहत पॉजिटिव होना चाहिए तो हम L के दो वैल्यू प्राप्त करते हैं जिसके लिए सर्किट रेसोनेन्ट होता है Refer Slide Time 0903 Refer Slide Time 0909 तो यह है कि अगर ZC टू दा पावर दो वैल्यूज के लिए है इसका मतलब यह है क्योंकि यहाँ वहाँ है वहाँ है तो अगर ZC को क्या बोले अगर ZC टू दा पावर 4 4 RL 2 XC 2 Refer Slide Time 0931 यह सर्किट l 12 C ZC 2 पर रेजोनेंस में है मेरा मतलब है कि ZC टू दा पावर 4 4 RL 2 XC2 से मतलब यह है कि टर्म 0 होगा इसका मतलब है L ZC 2 में 12 C होगा इसलिए इसका मतलब है सर्किट L 12 सी ZC 2 पर रेजोनेंस में है और जब ZC टू दा पावर 4 4 RL 2 XL 2 है तो कोई भी वैल्यू सर्किट को रेसोनेन्ट नहीं करेगा तो अगर यह स्थिति है इसका मतलब है यह √ के तहत आता है 2 √ का नेगेटिव है फिर सवाल यह है कि क्या L की कोई वैल्यू नहीं होगी जिस पर सर्किट रेजोनेंस करेगा Refer Slide Time 1007 इसी तरह समीकरण 1 से RC के लिए हल करते है यह मैंने लिखा है लेकिन मैं हल करने का सुझाव देता हूं तो समीकरण 1 से फिर से RC के लिए हल करें एक और एक्सप्रेशन 2L को 1 ZL 2 ZL 4 4 RC 2 XL 2 में मिलेगा यदि 2√ टर्म पॉजिटिव है तो इसके दो वैल्यू मिलेंगे जिसके लिए सर्किट रेसोनेन्ट होगा तो और अगर ZL टू दा पावर 4 4 C 2 XL 2 0 में C 2L ZL 2 का केवल एक ही वैल्यू होगा जिस सर्किट को हम रेजोनेंस सर्किट कहते हैं लेकिन यदि यह टर्म नेगेटिव हो जाता है तो C का कोई वैल्यू नहीं है जिस पर यह सर्किट रेसोनेन्ट बन जाएगा तो यह कंडीशन है हमने C के दो वैल्यू प्राप्त किए हैं जिसके लिए सर्किट रेजोनेंस है और यदि यह एक यह एक ZL टू दा पावर फोर 4 RC 2 XL 2 के लिए सर्किट रेजोनेंस है C 2 L aZL 2 पर फिर से यह RL के लिए है यह RC के लिए है Refer Slide Time 1049 Refer Slide Time 1107 अब फिर से यदि RL में समीकरण 1 से हल करें यदि अन्य क्वॉन्टिटीज़ के संदर्भ में RL के लिए हल करें तो हम जो कर रहे हैं वह प्रत्येक वेरिएबल है जिसे हम दूसरों के संदर्भ में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो यदि ऐसा है तो RL के लिए समीकरण 1 को हल करें RL यह एक्सप्रेशन इसे हम आसानी से करते हैं और इसे क्या बोलते है यदि ω2 LC RC 2 L2 L 2 L C यदि यह 0 है तो सर्किट रेजोनेंस पर है तो यह RL के लिए है और इसी तरह यदि समीकरण 1 के RC के लिए हल करे तो केवल RC 2RL 2 ω2 LC ω2 C 2 L C मिलेगा तो यह वास्तव में है जिसे हम कहते हैं 0 होना है 0 जिसके लिए सर्किट रेजोनेंस पर है इसलिए L C RL जिसे हम RC कहते हैं शेष सभी वस्तुओं के संदर्भ में जो हमें मिली अब सवाल यह है कि इन दोनों को 5 और 6 में मैंने बताया Refer Slide Time 1205 लेकिन यहां यह लिखा है कि मैंने यहां जो भी कहा वह यहां लिखा है तो यह वह है जिसे पैरेलल सर्किट का रेजोनेंस कहते है आसान इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के साथ Refer Slide Time 1217 अगला एक और टर्म हम क्वालिटी फैक्टर को परिभाषित करते हैं जिसे Q कहा जाता है तो कॉइल कैपेसिटर और सर्किट का क्वालिटी फैक्टर परिभाषित है Refer Slide Time 1227 इसलिए कभी कभी सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर को परिभाषित किया जाता है 2 pi ईंटो मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी डिवाइडेड एनर्जी डिसिपाटेड पर साइकिल इसलिए उदाहरण के लिए इसे कॉइल कैपेसिटर और सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है अतः सामान्य रूप से Q 2 pi में ईंटो मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी डिवाइडेड एनर्जी डिसिपाटेड पर साइकिल कहा जाता है अब उदाहरण के लिए एक सरल इंडक्टिव सर्किट पर विचार करें कि यह रेजिस्टेंस R है यह XL JL ω है और यह I के माध्यम से करंट है इसी तरह फिगर में इसे फिगर 1 कहते हैं इसे फिगर 2 कहते हैं यह एक कैपेसिटिव सर्किट है यह RC करंट प्रवाहित होता है I और इसे हम 1 jωC कहते हैं जो कि 1 jωC है इसका मतलब यह है कि यह 1 j ω C मतलब यह j ωC है तो और यह है यह RC कोइल XC है और यह XL XL JL ω और XC j ωC है इसलिए हम अलग से विचार कर रहे हैं Refer Slide Time 1339 अब फिगर 1 और फिगर 2 के सर्किट में एनर्जी डिसिपाटेड पर साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ़ एवरेज पावर ऑफ़ रेसिस्टर्स के द्वारा दिया जाता है और क्या कहते है जो I rms2r और पीरियड T या 1 f है इसका मतलब है इसका मतलब है कि हम यह लिख रहे हैं कि हम जिसे I max √2 कहते हैं वास्तव में I max √2 मूल रूप से rms वैल्यू I rms वैल्यू तो यह RMS वैल्यू है इसलिए इसका मतलब है कि पावर लॉस वास्तव में यह RMS वैल्यू है तो I rms 2 ईंटो R करता हूं यह है रेसिस्टर में एवरेज पावर जिसको हम क्या कहते हैंI rms 2 ईंटो R इसलिए हम इसे I max √ 2 2 ईंटो R रख रहे हैं Refer Slide Time 1427 तो और यह वह है जिसको रेसिस्टर की पावर एवरेज पावर और पीरियड T या 1 या 1 1 f कहा जाता है इसका मतलब है कि अगर इसे I max √ 2 2 ईंटो R को एवरेज पावर कहते है और पर साइकिल का मतलब है इस चीज़ से गुणित करना तो यह डिवाइडेड बाये 1 f है तो यह फिगर 1 और फिगर 2 के सर्किट में एनर्जी डिसिपातेड़ पर साइकिल है फिगर 1 इंडक्टिव सर्किट है और फिगर 2 एक कैपेसिटिव सर्किट है तो इस मामले में RL सीरीज़ सर्किट फिगर 1 के मामले में मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी हमने जो पहले अध्ययन किया है उसकी तुलना में 12 l Imax 2 का अध्ययन किया है इसलिए कि Q 2 pi यह मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी 12 I max 2 इसका अर्थ है जहाँ हमने यहाँ q यह Q मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी एनर्जी डिसिपातेड़ पर साइकिल maximum stored energy energy dissipated per cycle लिखा है तो इस मामले में यह एक 2 pi 12 l I max 2 डिवाइडेड I max 22 है क्योंकि यह I max √ 2 2 है इसलिए व्होल 2 तो I max 22 R ईंटो 1f क्योंकि यह वास्तव में एनर्जी डिसिपातेड़ पर साइकिल है तो f फ्रीक्वेंसी है जिसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहा जाता है यह 50 साइकिल पर सेकंड है Refer Slide Time 1550 जब भी हम कहते हैं जब भी हम f f 50 हर्ट्ज़ कहते हैं इसका मतलब है यह 50 साइकिल पर सेकंड है तो यह पर साइकिल π है इसलिए यह डिवाइडेड f है इसलिए यदि सरलीकरण के बाद सरलीकरण के बाद Q 2 pi f L R मिलेगा जोकी L ω है जो की RL ω R है Refer Slide Time 1619 तो वह Q है इंडक्टिव सर्किट के लिए इसी तरह फिगर 2 के RC सीरीज सर्किट में मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी 12 CVmax 2 या एक और बात यह है कि उस में क्या कहते है जिसे V max लिया अगर XC अगर XC जो की को क्या कहते हैं कपैसिटर मगनीटुड का रेअक्टैंस है उसको लेंगे इसलिए V max XC को I max कहा जाता है जो कि यहाँ लिखा गया है V max I max ईंटो XC कहते हैं Refer Slide Time 1656 अब इस कारण से मैं इसे स्पष्ट कर दूं यह वास्तव में 12 C V max 2 कैपेसिटर है जिसे क्या कहते है की एनर्जी स्टोर्ड कपैसिटर भी कहते है या अगर इस संबंध का उपयोग करने पर 12 I max 2 डिवाइडेड बाए ω2 C मिलेगा तो उस मामले में क्या विकल्प है और XC 1 ω C रखना है और बस सरलीकृत करें तो यह मिल जायेगा यह स्पष्ट है मै इसे नहीं कर रहा हूँ Refer Slide Time 1723 तो कपैसिटर के मामले में इस मामले में इसलिए 2 pi 12 Imax 2 ω2 C डिवाइडेड एक ही चीज़ I max 22 ईंटो R ईंटो 1 f तो यदि ऐसा है तो Q वन ωCR हो जाएगा इसका मतलब है कि इंडक्टिव सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर के लिए यह Q L ω R और कपैसिटिव सर्किट के लिए यह Q 1 ω C R है Refer Slide Time 1747 इसलिए रेजोनेंस पर एक सीरीज RLC सीरीज RLC सर्किट एनर्जी की एक स्थिर मात्रा को संग्रहीत करता है अब आइए रेजोनेंस पर एक सीरीज RLC सर्किट पर विचार करें जिसमें एनर्जी की स्थिर मात्रा होती है Refer Slide Time 1801 अब मान लीजिए कि यह सीरीज RLC सर्किट है तो VR VR I ईंटो R करंट कह सकते है जो इस I के माध्यम से जा रहा है और यह mYL है तो VL यह इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL है और कपैसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC है और हम यहाँ मान रहे है की क्या बोल सकते है उदाहरण के लिए VC V यहाँ कुछ लिख रहा हूँ VCV अब यह कहो I I m sin ω t कहता हूं यह ac क्वांटिटी है तो I m sin ω t अब कपैसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो की VC V V VC है बस 1 C I m sin ω t dt को इंटीग्रेट करना है अगर यह इंटीग्रेट होगा तो यह I mω C cos ω t होगा तो हम लिख सकते हैं कि यह cos ω t sin90 डिग्री है ω t लेकिन 1 sin यहाँ है इसका मतलब है कि यह I m ω C sinωt 90 डिग्री होगा इसका मतलब है यहाँ जिसे हम उस करंट I I m sin ω t और V जिस को कपैसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V कहते हैं वास्तव में यह I m ω C sin ω t 90 डिग्री है इसका मतलब है करंट वास्तव में लीडिंग है क्योंकि यह ω t 0 है और यह लीडिंग वोल्टेज VVC कपैसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है तो हम ऐसा कर रहे हैं इसी कारण से I m ω C sin ω t 90 डिग्री अब अगर यह sin ωt प्लॉट I m I I m sin ω t प्लॉट है Refer Slide Time 1929 तो अगर इस मामले में यह 0 से शुरू हो रहा है तो यह I है इसलिए I पहले पीक पर पहुंच रहा हूं तो और इस मामले में जब ω t 0 जब ω t 0 कहते हैं जब ω t 0 तो I 0 तो यह यहाँ 0 से शुरू हो रहा है यहाँ जब ω t 0 V I m ω c sin of 90 डिग्री जब ω t 0 तो उस मामले में sin of 90 1 तो V V VC होगा जो कि कपैसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है तो यह I m ω C है इसीलिए ऐसा है यह पॉइंट I m ω C है इसलिए जब करंट जब करंट अपने पीक पर पहुंच रहा होता है इसका मतलब है कि यह एंगल 90 डिग्री है इसलिए जब ω t मुझे इसे स्पष्ट करने दे तो मुझे इसे स्पष्ट करने दें Refer Slide Time 2021 तो जब ωt 90 डिग्री है तो I I m तो यह मेरा ω t संदर्भ समय 2028 यह मेरा 90 डिग्री I I m है लेकिन जब ω t 90 डिग्री अगर 90 डिग्री रख दिया जाता है तो V 0 तो यही कारण है कि V 0 क्योंकि यह V के लिए कर्व है इसलिए V 0 इसलिए वास्तव में करंट वोल्टेज की तुलना में तेजी से पीक पर पहुंचने वाला है तो यह करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से लीडिंग कर रहा है इसमें से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं इसलिए यह लिखा है कि I लीडस् VC बाये 90 डिग्री एंगल I leads VC an angle 90 degree Refer Slide Time 2103 तो इसलिए जब से अब जब कपैसिटर वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो इंडक्टर करंट 0 होता है और इसके विपरीत इसका मतलब यह है कि जब कपैसिटर वोल्टेज यहाँ है तो यह पॉइंट 0 है जिस पर इंडक्टर करंट मैक्सिमम कहते हैं या जब इंडक्टर करंट 0 है तो इसके विपरीत यह पॉइंट पर कपैसिटर वोल्टेज मैक्सिमम है तो उसमें से हम यह लिख सकते हैं कि 12 CV मैक्सिमम 2 12 LI मैक्सिमम 2 जिसे हम प्राप्त करते हैं तो Q0 को ω0L IR के रूप में लिखा जा सकता है जो कि वन ω0 CR है तो वास्तव में अगर 12 CV मैक्स2 12 LI मैक्स 2 से फिर Q0 RL ω0 R 1ω0 CR तो इससे हम जो कहते हैं वह करेंगे Refer Slide Time 2159 यही मेरा समीकरण है यही समीकरण है इसलिए थोड़ा बहुत इसे स्वयं करने की कोशिश करें इसलिए बहुत सी चीजें जो मैंने की हैं मैं बहुत कम समय बिता रहा हूं लेकिन एक या दो बात मैं बता रहा हूं मान लीजिए कि यह मेरा Q0 है मेरा मतलब है कि Q0 ω0 L R को अलग से लिखें और फिर से Q0 1ω0 CR लिखें अब Q0 ईंटो Q0 जो कि Q0 ईंटो Q0 है तो ω0 LR ईंटो 1ω0 CR है तोω0 ω0 रद्द हो जाएगा और अंत में यह LR 2 C बन जाएगा Q0 2 LR 2 C बन जाएगा Refer Slide Time 2257 तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं यह एक अभ्यास है इसके लिए यह एक छोटा सा अभ्यास है तो अब अगर अब ऐसा है तो यह Q0 है अब सवाल यह है कि मान लीजिए इस फिगर पर जाने से पहले मान लीजिए कि ω0 पर करंट मैक्सिमम है क्योंकि जिसे हम रेजोनेंस सर्किट के लिए कहते हैं हमने देखा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज RLC सर्किट का कहना है कि XL XC तो उस स्थिति में कि करंट मैक्सिमम है और ये करंट जिसको यह I0 I0 कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट है जब ω ω0 या f f 0 होता है Refer Slide Time 2325 इसलिए चूंकि सर्किट को दी गई पावर I 2 R है इसलिए I पर हम जानते हैं कि पावर I 2 R सर्किट के लिए वितरित की गई पावर है इसलिए मान लीजिए I I 0 √ 2 पर कहते है कि पावर मैक्सिमम वैल्यू का 1 1 2 है जो कि ω0 पर होता है मान ले कि यह वाला I 2 r को हम जानते हैं अब जब I I 0 √ 2 कहता हूं तो यदि यह पावर लॉस P P I I 0 √ 2 है तो यह होगा I 0 2 R 2 यानी यह 12 P 2 होगा इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो यह I 0 है यह I 0 है और यह I 0 √ 2 है मैं इस पर आऊंगा Refer Slide Time 2347 इसलिए सर्किट को दी गई पावर मैक्सिमम वैल्यू का 1 12 है जो ω0 पर होता है इसलिए इसका मतलब है रेजोनेंस पावर पर जो भी रेजोनेट होता है वह I 0 होता है R I I 2 R यदि I I 0 तो I 0 2 R लेकिन I I 0 √ 2 पर यह 12 होगा तो ω 1 और ω के अनुरूप पॉइंटस को 12 पावर पॉइंट कहा जाता है तो यह वास्तव में यह है 1 यह 1 यह I 0 √ 2 है इसे 12 पावर पॉइंट कहा जाता है क्योंकि I पावर लॉस I 0 2 R है लेकिन अगर यह I 0 √ 2 हो जाता है तो यह I 0 2 R 2 होगा तो t 2 तो इसे 12 पावर पॉइंट कहा जाता है तो यह फ्रीक्वेंसी Z पर है इसे ω ω 1 कहते है यह इस कर्व के दो पॉइंट को इंटेरसेक्ट कर रहा है और इसे हम क्या ω21 f 1 f 0 f 2 या ω 1 ω0 ω2 कहते हैं इन दोनों के बीच का यह अंतर इन दो के बीच का अंतर है जिसे हम इन दोनों के बीच के अंतर से बताते है मेरा मतलब यह है कि यहाँ से इस चौड़ाई को बैंडविड्थ कहा जाता है तो यह ω2 ω 1 है या यदि यह रेडियन प्रति सेकंड में है या यदि यह हर्ट्ज है तो यह f 2 f 1 होगा और यह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसे वास्तव में बैंडविड्थ टाइम कहा जाता है और यह ω जब यह ω ω 1 है सीरीज RLC सर्किट के लिए हमने देखा है कि XL और XC XC को हम XL या RL 2 क्या कहते हैं जिसे हम XL की तुलना में XC कहते हैं जिसे हमने देखा है तो यह दो पॉइंट 12 पावर पॉइंट और यह दूरी जिसे हम बैंडविड्थ कहते हैं और यह है कि अगर यह ω रेडियन प्रति सेकंड है अगर यह फ्रीक्वेंसी है तो यह हर्ट्ज में होगा इसलिए Refer Slide Time 2617 तो यह ऐसा है 12 पॉवर फ़्रीक्वेंसी पर नेट रिएक्टेंस रेसिस्टर यह 12 पॉवर फ़्रीक्वेंसी नेट रेसिस्टेंस में लिखा जाता है जिसे हम रेसिस्टर कहते हैं क्योंकि यहाँ इसे बनाया जा रहा है Refer Slide Time 2627 मान लीजिए कि सीरीज RLC सर्किट XL XC के लिए Z R j दो चीजें हो सकती हैं यदि कोई XL XC के बराबर है तो हम उसे क्या कहते हैं क्योंकि यह 12 पावर फ्रीक्वेंसी है √ 2 को आना है तो यह XL XC होगा R या XC हो सकता है जो एक और चीज XC XL होगी जो की दो कंडीशन में हो सकता है तो सामान्य तौर पर अगर हम पहली कंडीशन यह लेते हैं कि XL XC R अंततः मॉड XL मॉड XC वास्तव में R इसलिए Z एक कंडीशन यह है कि अगर इसे लिया जाए तो R jR को क्या कहा जाएगा इसका मतलब है यह वही होगा जिसे हम √ 2 R एंगल 45 डिग्री कहते हैं और अगर Z R jR तो यह √ 2 R एंगल 45 डिग्री होगा या तो इनमें से कोई क्योंकि मोड XL XC r यह या तो इनमें से कोई एक स्थिति है यह दूसरी स्थिति है इसलिए मुझे यह स्पष्ट करने दें इसलिए 12 पावर फ्रीक्वेंसीयों पर नेट रेअक्टैंस रेजिस्टेंस इसलिए इसका मतलब है हाई Q के साथ एक सर्किट में एक बहुत तेज करंट रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्स कर्व होगी जिसकी तुलना Q की कम वैल्यू के साथ की जाती है इसलिए हम इसे कई एडमिटन्स वर्सेज एंगल अन्य ग्राफ़ कहते हैं जिससे फ्रीक्वेंसी को आसानी से दिखाया जा सकता है आसानी से इस का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं Refer Slide Time 2807 इसी तरह मैंने बताया कि यह मॉड XL XC r होगा क्योंकि ω 1 पर सर्किट जो कि मैने इस विषय की शुरुआत बताया है फिर से मैं फिगर पर नहीं जा रहा हूं जब ω जिसे हम ω 1 पर क्या बोलते है जो कि उस कर्व के बायीं हाथ की ओर है तो उस समय XC XL XC XL तो XC XL इसलिए ω 1 पर XC XL R और इसी तरह ω 2 पर जब दूसरी तरफ जा रहा है XC XL या XL XC तो उस स्थिति में XL XC RC यह समीकरण 1 है यह समीकरण 2 है पहले देखें मैंने इसे समझाया है जब भी मैं सुझाव देता हूं कि जब भी वीडियो व्याख्यान के माध्यम से जाएं तो पहले उन डायग्राम को ड्रा करें और उसके बाद बस उस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से जाएं नोटबुक पर इसे बनाना आसान होगा इसलिए अगर ये दो कंडीशन लेते है तो मैने बताया इस पर इम्पीडेन्स Refer Slide Time 2913 एक ω1 Z1 पर होगा R j XL XC होगा जो कि R jR होगा जो Z1 होगा √ 2 R एंगल 45 डिग्री होगा क्योंकि √ R 2 R 2 पर और एंगल टेन इनवर्स 1 होगा क्योंकि यह टेन इनवर्स R R होगा तो यह होगा 45 डिग्री Refer Slide Time 2933 इसी तरह ω2 Z 2 पर √ 2 √ 2 R होगा और 45 डिग्री होगा इसलिए ω 1 I 1 पर वह V एंगल 0 होगा यह वोल्टेज रिफरेन्स डिवाइडेड इम्पीडेन्स √ 2 R एंगल 45 डिग्री है जो V R 2 R और एंगल 45 डिग्री बन जाएगा Refer Slide Time 2955 इसी तरह ω2 I 2 V √2 R एंगल पर 45 डिग्री चूँकि V R I 0 क्योंकि रेजोनेंस पर XL XC 0 है और जिसके लिए करंट मैक्सिमम है यदि XL XC 0 है तो Z केवल R होगा इसलिए I 0 मैक्सिमम करंट है तो रेजोनेंस पर यह V R है इसलिए रेजोनेंस पर करंट ω0 फ्रीक्वेंसी पर होगा इसलिए हम यहाँ I 1 1 √ 2 लिख सकते हैं तो और मेरा मतलब है कि यह एक 1 यह टर्म है अगर मै यह लिख सकता हूँ कि यह टर्म मूल रूप से तो यह टर्म को देखेंगे तो यह टर्म मूल रूप से V R के बराबर R I 0 डिवाइडेड √ 2 एंगल 45 डिग्री होगा जो कि 0707 I 0 एंगल 45 डिग्री है जो कि 0707I0 एंगल 45 डिग्री है Refer Slide Time 3053 तो यह एक इसलिए I 1 0707 एंगल I 0 एंगल एंगल 45 डिग्री इसी प्रकार I 2 बराबर I 0707 एंगल 45 डिग्री है लेकिन ω 1 पर ω ω 1 XC XL R Refer Slide Time 3115 इसलिए इसका मतलब है जब भी ω ω 1 पर है तो ω ω 1 तो उस स्थिति में XL L ω 1 होगा और XC 1ω 1 C होगा इसलिए यहां यह रख दिए जाते हैं यह रखिये इसे कहते हैं समीकरण 3 इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो इसी तरह ω ω2 पर भी तो XL l ω2 होगा और XC 1ω2 होगा यह देखना वास्तव में है जब भी ω2 पर लिखने का मतलब है कि यह ω ω2है Refer Slide Time 3135 तो यह समीकरण 4 है और यह वास्तव में R है तो अब समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाएं क्या आता है मेरा मतलब है कि यदि इस समीकरण को इस समीकरण से घटाना Refer Slide Time 3203 तो अगर ऐसा है तो 11ω 1 1ω2 C क्या मिलेगा ω 1 ω2 ईंटो L 0 या बस 1ω 1 ω2 LC 1ω0 2 मिलेगा क्योंकि क्योंकि ω0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 √LC यदि इसमें से 2 को लेते हैं तो LC 1ω0 2 होगा इसलिए हम जो यहां लिख रहे हैं इसलिए ω0 √ ω 1 ईंटो ω2 होगा ये अच्छे रिलेशनशिप हैं और यह याद रखना आसान है कि ω 1 यह दूसरा पक्ष है तो ω 2 ω 1 बैंडविड्थ है ω और ω0 वह होगा जिसे हम √ ω 1 ω2 बहुत जियोमेट्रिक मीनिंग कहते हैं Refer Slide Time 3257 इसी तरह समीकरण 3 समीकरण 3 और समीकरण 4 पहले से ही समीकरण 3 समीकरण 4 जोड़ लें जो हमें मिल गया है तो अगर ये दो समीकरण जोड़ते हैं Refer Slide Time 3307 तो अगर ऐसा है और जोड़ने को आसान बनाने के लिए ω2 ω 1 ω 1 ω2 C C2 1 L 2 R मिलेगा Refer Slide Time 3319 इसलिए ω2 सरलीकरण ω ω 1 कॉमन लें तो ω2 ω 1 1 LC ω0 2 डिवाइडेड ω0 2 C मिलेगा अब LC ω0 2 1 क्योंकि ω0 1√LC पता है अब इसलिए यह 2 ईंटो ω0 2 1LC इसलिए क्रॉस मल्टिप्लिकेशन LC ω0 2 1 इसलिए इस टर्म को 1 ऐसे रखे कि 1 1 2 मिल जाये इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं Refer Slide Time 3359 इसलिए यदि ω2 ω 1 2 2 दोनों पक्ष को रद्द कर दिया जाएगा तो यह ω0 2 CR होगा या यह कि ω0 है इसलिए डिवाइड ω0 तो ω2 ω 1 ω0 ω0 CR यह हमने देखा है Q0 हमने वन ω0 CR देखा है तो यह 1 Q0 या Q0 W 0 है Q0 W 0 का एक और एक्सप्रेशन Q0 W 0 डिवाइडेड W 2 W 1 तो यह मूल रूप से W 0 BW बैंडविड्थ है तो यह समीकरण 6 है तो यह वही है जो इन चीजों को कहते हैं कुछ चीजें यह बहुत ही सरल बात है केवल एक चीज यह है कि थोड़ी सी समझ और गणितीय जो वहां गणितीय कहती है लेकिन ये बहुत ही साधारण बात है इसलिए इसका मतलब है कि हमें यह समीकरण मिलता है कि ω2 ω0 यह एक या यह चीज़ जिसे यह Q0 कहते हैं Q0 को ω0 BW के रूप में भी लिखा जा सकता है जो बैंडविड्थ और BW ω2 ω 1 है Glossary English Word Word Meaning Multiply मल्टीप्लय गुणा Actually एक्चुअली वास्तव Clear क्लियर स्पष्ट करना Equation एक्वेशन समीकरण Mathematical मैथमेटिकल गणितीय Interesting इंटरेस्टिंग दिलचस्प Substitute सब्सीटूट विकल्प Constant कांस्टेंट स्थिर Store स्टोर संग्रहीत करना Exercise एक्सरसाइज अभ्यास Justify जस्टिफाई औचित्य सिद्ध करना Relationship रिलेशनशिप संबंध